तो आज हम अम्ल एवं आधार पर सवालों को हल करना शुरू करने जा रहे हैं यहां पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित दो अणुओं में से कौन सा अधिक अम्लीय है तो हमारे पास CF3COOH है और हमारे पास CF3SO3H है ठीक है और जब भी आपको ऐसे प्रश्न के साथ पूछा जाता है कि कौन सा अणु अधिक अम्लीय है और आपको दो अणुओं के बीच तुलना करने के लिए कहा जाता है आपको जो करने की आवश्यकता है उसे पहले संबंधित एसिडअम्ल के संयुग्म आधार को लिखें 3 तो ये हमारे अम्लीय अणु हैं और हम उनके संयुग्म आधारों को लिखने जा रहे हैं हमारे पास यहाँ क्या है CF3COO और हमारे पास CF3SO3 है ठीक है तो ये हमारे संयुग्मित आधार हैं अब अगला प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि प्रत्येक संयुग्मित आधार में ऐसा कौन सा तत्व है जो ऋण आवेश वहन किए है यदि ये दोनों अलग अलग तत्व हैं तो आप वास्तव में उनकी स्थिरता की तुलना या तो उनके आकार के आधार पर कर सकते हैं या उनकी ऋण वैद्युत के आधार पर कर सकते हैं तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनकी आप तुलना करना चाहते हैं लेकिन अभी अगर आप देखते हैं कि यह ऑक्सीजन परमाणु है जो दोनों मामलों में ऋण आवेश को वहन किए हैं तो फिर मैं कैसे तय करूं कि कौन अधिक स्थिर है ठीक है कारण क्यों हम संयुग्म आधारों की तुलना करना जैसा कि आप जानते हैं संयुग्म आधार जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही प्रबल अम्ल होता है सही तो अब यदि आप वास्तव में ऋण आवेश वाले तत्व की तुलना नहीं कर सकते हैं तो आपके द्वारा तुलना की जाने वाली अगली चीज अनुनाद संरचनाओं के कारण संभावित स्थिरता स्थायित्व प्रभाव है तो अब चलोअनुनाद संरचनाओं को देखें अगर मैं वास्तव में यह देखती हूं कि मेरे पास एक अनुनाद संरचना है या CF3COOH के लिए एक अतिरिक्त अनुनाद संरचना है जबकि अगर मैं अनुनाद संरचना बनाती हूं तो मैं दो संभावितअनुनाद संरचनाएं कर्षित कर सकती हूं और ये सभी मान्य अनुनाद योगदानकर्ता हैं ठीक है तो एक मामले में ऑक्सीजन पर वह ऋण आवेश यह ऑक्सीजन उदाहरण के लिए दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच वितरित किया जा सकता है सही तो यहाँ आपके पास यह ऑक्सीजन भी है जो कि ऋण आवेश को साझा करता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अनुनाद संकर में दोनों ऑक्सीजन आंशिक रूप से ऋण होंगे लेकिन इस मामले में 3 ऑक्सीजन हैं जो अनुनाद संकर में आंशिक रूप से ऋण हो सकते हैं तो CF3SO3H के मामले में क्या होगा ट्राइफ्लोरोमीथेनेसुलफोनिक एसिडअम्ल क्या होता है आप वास्तव में आवेश को अधिक वितरित कर सकते हैं ताकि यह ऑक्सीजन की अधिक संख्या पर जा सके और इस प्रकार यह बहुत अधिक अम्लीय बन जाता है तो पहला प्रश्न हो गया हमने संयुग्मित आधारों को देखा हम कहते हैं कि संयुग्मन आधार अनुनाद संरचना के कारण अधिक स्थिर स्थाई है अब अगले पर चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं निम्नलिखित जोड़े में हम अनुमान लगाते हैं कि कौन सा प्रबल एसिडअम्ल है फिर इसी तरह की तर्ज पर प्रश्न तैयार किया जाता है तो अब मेरे पास अगली जोड़ी एसिटिलीन बनाम एथीन है और अगर आपको यह याद है कि हमने अपने व्याख्यान के दौरान इस बारे में भी बात की थी फिर से हम क्या करते हैं हम संयुग्मित आधारों को देखते हैं तो मैं संयुग्मित आधार को CB लिखने वाली हूं अगर मैं इस मामले में संयुग्म आधार को देखती हूं तो मेरे पास ऋण आवेश कार्बन है इस मामले में भी मेरे पास ऋण आवेश कार्बन है तो ये दोनों इन दो यौगिकों के संयुग्म आधार हैं फिर पहला प्रश्न यह है कि ऋण आवेश को वहन करने वाला तत्व क्या है और यदि आप देखते हैं कि दोनों कार्बन हैं तो हम वास्तव में आकार या वैद्युतीयऋणात्मकता के आधार पर अंतर नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ कुंजी है भले ही वे दोनों कार्बन हैं लेकिन वे एक ही प्रकार के कार्बन नहीं हैं एक मामले में आपके पास sp संकरणित कार्बन है पहले मामले में जहां दूसरे मामले में आपके पास sp2 संकरणित कार्बन है ठीक यदि आप वास्तव में इसे देखते हैं तो sp संकरणित कार्बन में अधिक s गुण होता है ठीक है अधिक s गुण का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा नाभिक के करीब है मतलब आवेश ऋण आवेश अधिक बेहतर स्थाई हो सकता है क्योंकि आप नाभिक के बहुत करीब होते हैं जबकि sp2 संकरण के मामले में अब s गुण का प्रतिशत कम हो गया है इसलिए आपके पास उस ऋण आवेश के लिए कम स्थिरता है जिसके परिणामस्वरूप यह विशेष यौगिक एसिटिलीन अधिक अम्लीय होगा और वास्तव में यह है कि आप एसिटिलीन का pKa 25 के करीब देखते हैं जहां हमारे कार्यपत्रक में एथीन के लिए लगभग 40 है सही तो कार्बन परमाणु के संकरण के कारण उत्पन्न होने वाले दो यौगिकों के अम्लीयता में अंतर है ठीक आइए अगले प्रश्न पर जाएं अगला प्रश्न H3PO4 बनाम H2PO4 के बारे में बात करता है सही तो हम फिर से H3PO4 संरचना बनाम H2PO4 कर्षित करते हैंसही अब यदि आप वास्तव में दूसरे को यह H2PO4 देखते हैं पहले वाले का संयुग्म आधार है जब भी ऐसा होता है तो आप यह मान सकते हैं कि प्रारंभिक एसिडअम्ल बहुत अधिक अम्लीय है ठीक है ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जैसे ही यह अणु प्रोटॉन खो देता है और इस अणु का संयुग्मन आधार इस तरह दिखाई देगा जहां इस मामले में यह इस तरह दिखेगा सही यदि आप अनुनादी संरचनाओं की संभावित संख्या देखते हैं तो मैं इस आवेश को इस तरह अनुनादित कर सकती हूं जहां इस मामले में आपके पास दो ऑक्सीजेन हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डालते हुए वास्तव में इस विशेष यौगिक को और अधिक अस्थाई बनाते हैं सही तो इस मामले में संयुग्म आधार की बेहतर स्थिरता है सही क्योंकि आप उस अनुनाद योगदानकर्ता को बेहतर तरीके से कर्षित कर सकते हैं हालांकि भले ही यहां दो अनुनादी संरचनाएं हैं और यहां दो अनुनादी संरचनाएं हैं इस मामले में ऋण आवेश की एक इकाई है जिसे स्थाई करना होगा जबकि इस मामले में ऋण आवेश की दो इकाइयाँ होती हैं जिन्हें स्थाई करना होता है इसलिए H3PO4 अधिक अम्लीय अणु बन जाता है क्योंकि इसका संयुग्म आधार बहुत अधिक स्थाई होता है ठीक है चलो अगले पर चलते हैं अगला सवाल HNO2 बनाम HNO3 के बारे में बात करता है ठीक है फिर से संयुग्म आधार बनाएं जब भी आपको दो अणुओं की अम्लता का सामना करना पड़ता है और यदि आपको उनकी तुलना करनी है तो पहली बात यह है कि हम हमेशा यह करते हैं कि हम उनके संयुग्म आधारों को बनाते हैं और हम संयुग्म आधार की अम्लता की जाँच करते हैं सही अब इस मामले में यदि आप वास्तव में देखें कि मेरे पास अनुनाद संरचना की एक जोड़ी है जो इस तरह दिखती है जहां दूसरे मामले में भी मेरे पास अनुनाद संरचना है जो इस तरह दिखती है लेकिन इस मामले में आपके पास एक धन आवेशित नाइट्रोजन परमाणु है जो बहुत अधिक प्रेरणिकत रूप से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला और वास्तव में ऋण आवेश को स्थाई कर सकता है इसलिए HNO2 की तुलना में HNO3 अधिक अम्लीय हो जाता है ठीक है चलो आगे चलते हैं अब मेरे पास CH4 और CH3 के बीच सवाल है ठीक है अब हम इसके बारे में सोचते हैं फिर संगत एसिडअम्ल के लिए संयुग्मित आधारों को कर्षित करें यह CH3 होगा जबकि यह हाइड्रोजन के बजाय अब आपके पास साइनओं समूह होगा यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो इनमें से प्रत्येक साइनो समूह की संरचना इस तरह की है इसलिए अगर मैं इसे पूरी तरह से कर्षित करती हूं तो यह इस तरह दिखता है सही और उस कार्बन पर ऋण आवेश अब बहुत अधिक स्थाई हो गया है क्योंकि आप यहाँ इलेक्ट्रॉनों को धकेल सकते हैं और उनमें से प्रत्येक साइनो समूह अनुनाद संरचना से गुजर सकता है और आपको एक संभावित अनुनाद योगदानकर्ता दे सकता है यह भी याद रखें कि साइनो C≡N प्रेरणिक रूप से निकालने वाला समूह है तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला है तो इसके परिणामस्वरूप क्या होता है यह बहुत अधिक स्थाई हो जाता है तो अगर संयुग्म आधार बहुत अधिक स्थाई होता है तो संबंधित अम्ल बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है तो इस मामले में यह हमारा अम्लीय अणु होगा ठीक है तो याद रखें जब भी आपको दो अणुओं के बीच तुलना करने के लिए कहा जाता है तो हम आपको दो यादृच्छिक अणुओं की तुलना करने के लिए नहीं कह रहे हैं दो अणुओं के बीच कुछ तुलना संभव है और हमेशा उस तुलना बिंदु की तलाश करते हैं इस अर्थ में क्या तत्व वही है या यदि यह एक अलग तत्व है तो उनकी ऋण वैद्युत में क्या अंतर है उनके आकार में क्या अंतर है सही है या यदि यह वही तत्व है तो संकरण समान है अनुनाद संरचनाओं की संख्या समान है इसलिए जब भी संभव हो दो यौगिकों के संयुग्मित आधारों की स्थिरता के बीच अंतर के उस बिंदु को देखें मैं यहाँ एक और यौगिक को देखने जा रही हूँ यह थोड़ा मुश्किल है इस मामले में दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे वे संबंधित प्रोटोनेटेड एमाइन हैं ठीक अब सवाल यह है कि उनमें से कौन सा वास्तव में बहुत अधिक अम्लीय है सही है आइए संयुग्म आधारों को देखें अब पहली बार में दोनों संयुग्मित आधार वास्तव में स्थाई दिखते हैं क्योंकि आपने दो आनावेशी अणुओं को उत्पन्न किया है उनके पास आवेश नहीं है संयुग्म आधार प्रत्येक मामले में अधिक स्थाई दिखता है सही तो फिर हम क्या करते हैं हम आगे देखते हैं हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनमें से एक को दूसरे की तुलना में थोड़ा अधिक स्थाई होना चाहिए यदि आप इस पहले के बारे में सोचते हैं तो नाइट्रोजन पर एकाकी जोड़ी अब वास्तव में दोनों छल्लो में अनुनाद हो सकती है यह दो छल्लो में फैल सकता है क्योंकि आप अब इन दो इलेक्ट्रॉनों को प्रत्येक एक छल्ले में धकेलने में सक्षम हैं और इस मामले में बहुत अधिक संख्या या कई अनुनादी संरचनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं जबकि दूसरे मामले में यह नाइट्रोजन वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को उस कार्बन की ओर धकेल नहीं सकता है उस तरह की अनुनाद संरचना संभव नहीं है तो हमारे पास जो कुछ भी है वह यह है कि यह विशेष अणु बहुत अधिक अम्लीय है क्योंकि इसी संयुग्म आधार से यह नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को छल्ला सिस्टम में धकेल देता है और इसे बहुत अधिक स्थाई बना देता है ठीक है आइए इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर जाएं अब हमारे पास अगला प्रश्न एक कीटोन बनाम एल्डिहाइड के बीच है और हम जो तुलना कर रहे हैं वह अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता हैसही है तो इन हाइड्रोजेन में से एक अल्फा हाइड्रोजन का अर्थ है कि कार्बन पर हाइड्रोजन जो कि C O से एक कार्बन दूर है या अगला कार्बन जो C O से जुड़ा है उस कार्बन पर अम्लता क्या है तो इस मामले में यह अल्फ़ा कार्बन है यह अल्फ़ा कार्बन है यह अल्फ़ा कार्बन है ठीक है तो अब हम जो करने जा रहे हैं फिर से पहला कदम है संयुग्म आधार को देखना है और हमारे पास क्या है इस मामले में संयुग्म आधार इस तरह दिखता है यहाँ संयुग्म आधार इस तरह दिखता है अब अगर आप इसके बारे में सोचे तो वे दोनों कार्बन हैं सही ऋण आवेश दोनों कार्बन वहन कर रहे हैं आप वास्तव में ऋण आवेश वहन करने वाले तत्व की तुलना नहीं कर सकते तोआप आगे बढ़ते हैं आप अनुनाद संरचनाओं को देखते हैं यदि आप वास्तव में देखें कि दोनों अणुओं में अनुनाद संरचनाओं की समान संख्या है क्योंकि मैं उस कार्बोनिल कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉनों को धकेल कर एक अनुनाद संरचना बना सकती हूं जो दोनों मामलों में एक ही है तो आप वास्तव में अब तक दो अणुओं के बीच अंतर नहीं कर सकते केवल अनुनाद संरचनाओं की संख्या के आधार पर लेकिन फिर जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अणु में अंतर इस कीटोन और इस हाइड्रोजन के बीच आता है ठीक है तो कीटोन और एल्डिहाइड CH3 और हाइड्रोजन यहाँ CH3 समूह प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दान करने वाला है सभी एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा बंधन में धकेलते हैं क्योंकि वे प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दानकरता हैं जबकि हाइड्रोजन प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दानकरता नहीं है जिसके परिणामस्वरूप ऐसा होता है कि धनात्मक आवेश डेल्टा धनात्मक delta positive जो कार्बन पर होता है वह कीटोन के मामले में कम हो जाता है क्या होता है कीटोन कि डेल्टा धनात्मक या कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनात्मक एल्डिहाइड के मामले में उतना प्रबल नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अनुनाद योगदानकर्ता कम होगा ठीक है क्योंकि यह ऋण आवेश डेल्टा धनात्मक द्वारा अधिक स्थाई नहीं हो रहा है ठीक है तो यह डेल्टा धनात्मक कम है और यहां बहुत अधिक डेल्टा धनात्मक है जिसके परिणामस्वरूप हमारे पास यह विशेष रूप से एल्डिहाइड अधिक अम्लीय है क्योंकि यह विशेष ऋण आवेश कार्बोनल कार्बन पर उस उच्च डेल्टा धनात्मक द्वारा स्थाई किया जा रहा है जो यौगिक को बहुत अधिक स्थाई बनाता है तो एल्डिहाइड के मामले में संयुग्म आधार कीटोन की तुलना में बहुत अधिक स्थाई है ठीक है चलिए हमारे पिछले उदाहरण पर चलें यह है चलो एक और करते हैं ये है सही तो प्रत्येक मामले में हमें संबंधित प्रोटॉन के pKa पर नजर डालते हैं हमें क्या करना है हमें प्रत्येक मामले CH2 HCO बनाम CH2 HCCH2 में संयुग्म आधार को देखना होगा अब हम तुलना करते हैं मुझे इन दोनों अणुओं की स्थिरता को देखना होगा दोनों मामलों में आवेश कार्बन पर है इसलिए हम वास्तव में तत्व की तुलना नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर मैं वास्तव में अब तुलना करती हूंअगर मैं अनुनाद संरचनाओं की तुलना करती हूं तो चलिए अनुनाद संरचनाओं को कर्षित करते हैं आप जो निरीक्षण करेंगे वह यह है के इस विशेष पहले यौगिक कि अनुनाद संरचना में ऑक्सीजन है जो ऋणात्मक आवेश वहन किए है जबकि दूसरे मामले में दोनों अनुनाद संरचना में कार्बन है जो ऋण आवेश वहन किए है तो आपने जो यहां देखा है वह है कि ऑक्सीजन बनाम कार्बन जो ऋणात्मक आवेश को वहन करते हैं आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ऑक्सीजन उस ऋणात्मक आवेश को कार्बन की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से पकड़ सकता है ठीक तो इस मामले में यह एक विशेष अनुनाद संरचना बहुत अधिक स्थाई है हालांकि इस मामले में दोनों अनुनाद संरचनाएं समान रूप से स्थाई या अस्थाई हैं आप कह सकते हैं लेकिन पहले मामले में आपने एक अनुनाद योगदानकर्ताओं को उत्पन्न किया है जो अधिक स्थाई है जिसके परिणामस्वरूप संबंधित प्रारंभिक सामग्री बहुत अधिक अम्लीय है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं तो अगला सवाल है बढ़ती अम्लता के आधार पर अणुओं की व्यवस्था करें पहला अणु डएंकेटोन है अगला अणु बीटा कीटो एस्टर है और अगला अणु बीटा डायस्टर अणु है ठीक है फिर अगर हमें अम्लता को देखना है तो हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि कौन सा प्रोटॉन है जो प्रत्येक मामले में सबसे अम्लीय है ठीक है यदि आप प्रत्येक मामले में इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे बीच में ये प्रोटॉन हैं जो वास्तव में प्रकृति में अम्लीय हैं अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं क्योंकि यदि आप उस प्रोटॉन को हटाकर उस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश पैदा करते हैं तो उस ऋणात्मक आवेश को स्थाई किया जा सकता है जैसे कि यह दो कार्बोनिल समूहों पर फैलाया जा सकता है जो इसके समीप हैं जो वास्तव में ऋणात्मक आवेश को अधिक स्थाई बनाता है और इसलिए विशेष प्रोटॉन बहुत अधिक अम्लीय है तो अब हम प्रत्येक मामले में संयुग्म आधार बनाते हैं ठीक है तो अब हम इन तीन चीजों को देखते हैं यदि आप इन संयुग्मित आधारों में से प्रत्येक को देखते हैं और यदि आप स्थिरता का अनुमान लगाना चाहते हैं याद रखें कि उनमें से हर एक के पास अनुनाद संरचनाओं की समान संख्या होने वाली है क्योंकि प्रत्येक मामले में आपके पास CO उसके साथ सटा हुआ है सही या इसके दोनों तरफ तो ऋण आवेश को दोनों C O मैं से किसी पर भी फैलाया जा सकता है बल्कि दोनों C O पर इसे अधिक समान और स्थाई बनाने के लिए फिर अंतर की बात क्या है यदि आप वास्तव में अंतर के बिंदु को देखते हैं जो वास्तव में यहां आता है तो आपके पास प्रत्येक मामले में CH3 समूह है तो अंतर बिंदु का अंतर यह है CH3 बनाम OCH3 और आखिरी में दोनों तरफ OCH3 है तो यह सच में अंतर की बात है तो कैसे यह CH3 बनाम OCH3 बनाम दोनों OCH3 वास्तव में अलग है सही है हमने देखा है कि मिथाइल समूह प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं ठीक है तो CH3 आपको सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों को देने जा रहा है जो इसे अस्थाई बनाता है OCH3 के बारे में क्या वह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को दूर खींच रहा है ठीक तो इस बारे में सोचने वाली एक बात यह है कि वह ऑक्सिजन प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है लेकिन इसके बारे में सोचें ऑक्सिजन अनुनादी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का दान भी कर सकते हैं तो एक चीज़ यह है कि आपके पास यह अनुनाद संरचना हो सकती है या आपके पास यह अनुनाद संरचना हो सकती है वास्तव में यह कि आप क्या निरीक्षण करते हैं और अनुनाद प्रभाव वास्तव में प्रेरणिक प्रभाव अधिग्रहण करता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को उस C O में धकेल सकता है जिससे ऑक्सीजन यहाँ है कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन बंधन वास्तव में इलेक्ट्रॉनों से समृद्ध होते हैं जिसके परिणामस्वरूप ऋण आवेश वास्तव में स्थाई नहीं होता पाता तो क्या होता है यदि आप वास्तव में इन यौगिकों के pKa को देखते हैं तो इस विशेष प्रोटॉन में 9 के करीब pKa है इस विशेष यौगिक में 11 के करीब pKa है और अगले में 13 के करीब pKa होगा जिसके परिणामस्वरूप आप देख सकते हैं कि कौन सा अधिक अम्लीय है डाइकेटोन एस्टर की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय है और जो बहुत अधिक अम्लीय है संबंधित डायस्टर अणु की तुलना में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और चलो एक और प्रश्न को देखते हैं ठीक है तो अब सवाल यह है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन से हाइड्रोजेन को आधार द्वारा तेजी से हटाया जा सकता है और क्यों तो कौन सा एक या बल्कि सवाल यह है कि कौन से हाइड्रोजेन अधिक अम्लीय हैं तो चलो यहाँ पहले अणु को देखें इसके बारे में सोचने के तरीकों में से एक यह है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और वास्तव में इन प्रत्येक प्रकार के प्रोटॉन के pKa को देख सकते हैं तो अगर आप इसके बारे में सोचते हैं कि यह 25 के आसपास pKa है क्योंकि यह sp संकरित कार्बन पर है तो यह pKa 40 है यह भी pKa 40 के बारे में है ठीक यह भी pKa 40 के बारे में है सही पहली नज़र में यह यहाँ इस तरह दिखता है जैसे sp3 संकरित कार्बन पर pKa 60 हो सकता है लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि यदि मैं संयुग्म आधार में उस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश सृजन करती हूं तो 2 कार्बन में से किसी एक पर ऋणात्मक आवेश फैल सकता है इस तरफ एक और दूसरी तरफ एक और मैं वास्तव में कई अनुनादी संरचनाओं को उत्पन्न कर सकती हूं यदि ऐसा होता है तो यह एलीलिक स्थान और हम देखेंगे कि एलीलिक स्थान अल्किनन्स में क्या हैं लेकिन इस पर जाने के लिए एलिलिक पोज़िशन दोहरा बंधन या त्रिक बंधन के बगल में कार्बन हैं सही जब भी आपके पास एलिलिक पोज़िशन होती है वह कार्बन बहुत अधिक अम्लीय हो सकता है क्योंकि अब जब आप उस कार्बन पर या संयुग्मित आधार के उस कार्बन पर ऋण आवेश बनाते हैं तो ऋण आवेश को किसी भी तरफ अनुनाद द्वारा स्थिर किया जा सकता है तो यदि मैं संगत संयुग्मन आधार बनाती हूं तो इसे यहां अनुनाद संरचना द्वारा फैलाया जा सकता है या आप इसे इस तरह भी फैला सकते हैं कि आप दूसरे छोर पर अनुनाद संरचना कर्षित कर सकते हैं तो मैं इस ओर अनुनाद संरचना कर्षित कर सकती हूं ठीक है तो जब मैं इन्हें देखती हूं तो इनमें से कोई भी प्रोटॉन वे पूरे अणु में बहुत अधिक अम्लीय होते हैं और अगर मैं इस अणु को आधार में रखती हूं तो वह प्रोटॉन है जो सबसे पहले एसिड अम्ल आधार अभिक्रिया में हटा दिया जाएगा ठीक है अब हम अगले को देखते हैं अगला यहाँ है ठीक है अब जैसा कि हम अणु के सभी प्रोटॉनों को देखते हैं चलो इसके बारे में सोचते हैं ये सभी विनायलिक प्रोटॉन हैं जिसका अर्थ है कि वे कार्बन कार्बन दोहरा बंधन पर हैं उनका pKa लगभग 40 है आइए हम इसे यहां देखें यह ऐसा है कि यह एलिलिक नहीं है एलिलिक दोहरे बंधन से केवल एक कार्बन दूर है यह दो कार्बन दूर है तो यह sp3 संकरित कार्बन की तरह है तो यह pKa 50 से 60 के करीब है तो चलो इसे pKa 50 कहते हैं लेकिन अगर आप इस एक प्रोटोन को देखें यहां ठीक है अगर मैं डीप्रोटोनेट करूं उस एक प्रोटॉन को और उसका अनुरूप आधार बनाते हैं तो मैं किस चीज को उत्पन्न करूंगी मैं इस विशेष आनायन को उत्पन्न करूंगी अब यह कार्बनियन अति स्थाई है यह बेहद स्थाई क्यों है यदि आप उस एरोमेटिसिटी के उदाहरण को याद करते हैं जो हमने कक्षा में किया था तो यह विशेष रूप से साइक्लोपेंटैडाईन आनायन सबसे स्थाई आनायन में से एक है क्योंकि यह प्रकृति में एरोमेटिक है ठीक है इसके बारे में सोचो इसमें तल है यह तलिए है इसमें 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए कुल 6 इलेक्ट्रॉन यह भीअनुनादीनित हो सकता है जैसे कि यह वास्तव में इतने अनुनाद संरचनाओं को उत्पन्न कर सकता है ठीक तो आप कई को उत्पन्न कर सकते हैं और वास्तव में इस विशेष कार्बनियन को अधिक स्थाई कर सकते हैं ठीक यहाँ पर देखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्बन ऋण आवेश वहन करता है वह वास्तव में sp3 संकरणित नहीं होता है यह sp2 संकरणित होता है यह sp2 संकरणित क्यों है क्योंकि अगर यह sp2 संकरणित है इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉनों के उस जोड़े को पी ऑर्बिटल में डाल सकता है पी ऑर्बिटल जो संकरण में भाग नहीं लेता है और वह इलेक्ट्रॉनों की एकाकी जोड़ी को अन्य सभी कार्बन पर साझा किया जा सकता है जो संयुग्मन मैं 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉनों बनाते हैं जो बदले में अणु को एरोमेटिक बनाता है जो बदले में इसे बहुत अधिक स्थिरता देता है सही तो इस मामले में सबसे अम्लीय प्रोटॉन यह हरा है तो अगला सवाल यह है कि pKa के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित यौगिकों की व्यवस्था करें फिर से हमें वास्तव में सोचना है कि प्रत्येक यौगिक की अम्लता क्या है ठीक है तो चलो पहले को देखें तब आपके पास एक एकल बंधन कार्बन के बजाय दोहरा बंधन है और फिर आपके पास उस COOH से सटे त्रिक बंधन कार्बन है ठीक है तो ये यौगिक हैं फिर से हम सबसे अम्लीय प्रोटॉन को देखते हैं जो इस मामले में COOH है कार्बोक्जिलिक एसिडअम्ल प्रोटॉन और पहली बात जो हम करते हैं वह है कि हम इसका संयुग्म आधार बनाते हैं तो यहां हमारे पास क्या है ठीक है हमारे पास संगत संयुग्म आधार हैं अब संयुग्म आधार की स्थिरता के बारे में सोचने के लिए पहले उस तत्व से शुरू करें जो ऋण आवेश को वहन करता है यह तीनों मामलों में ऑक्सीजन है तो हम वास्तव में उस तत्व के आधार पर अंतर नहीं कर सकते हैं जो ऋण आवेश को वहन करता है हम फिरसे संगत अनुनाद संरचनाओं को देखते हैं अगर आपको लगता है कि इन तीनों में अनुनाद संरचनाओं की समान संख्या है क्योंकि वास्तव में मैं उनमें से प्रत्येक के लिए इस तरह अनुनाद संरचनाएं कर्षित कर सकती हूं ठीक है तो मैं वास्तव में अनुनाद संरचनाओं की संख्या के आधार पर इसे अलग नहीं कर सकती फिर मैं प्रेरणिक प्रभाव को देखूंगी तो इस मामले में प्रेरणिक प्रभाव इन समूहों द्वारा होने वाला है तो एक मामले में आपके पास CH2CH3 समूह है दूसरे मामले में आपके पास CHCH2 समूह है और दूसरे मामले में आप CCH समूह जो वास्तव में त्रिक बंधन समूह है सही है यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो त्रिक बंधन कार्बन या sp संकरित कार्बन वास्तव में प्रकृति में ऋण वैद्युत है यह इलेक्ट्रॉनों को दूर खींचना चाहता है अपने आप के करीब क्योंकि उस कार्बन में बहुत अधिक उच्च s गुण है जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक आवेश को इस ओर अधिक प्रभावी ढंग से खींचा जाता है जबकि यहाँ की तुलना में और वास्तव में यहाँ खिंचाव कम है ठीक है जो इस संगत संयुग्म आधार को और अधिक स्थाई बनाता है और संगत अम्ल को अधिक अम्लीय बनाता है ठीक है तो जो बदले में इस संगत संयुग्म आधार को और अधिक स्थाई बनाता है जो प्रारंभिक अणु को बहुत अधिक अम्लीय बनाता है तो अम्लता क्रम ऐसा होना चाहिए कि यह एक दूसरे की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय हो और पहले वाले की तुलना में दूसरा अधिक अम्लीय हो यह चलन होने वाला है क्योंकि sp संकरित कार्बन sp2 की तुलना में बहुत अधिक प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रान निकालने वाला और sp3 की तुलना में sp2 ज्यादा इलेक्ट्रान निकालने वाला कार्बन है ठीक है तो अब हम अगले को देखते हैं प्रश्न यह है कि नीचे दिखाए गए फिनोल में 9 10 और 11 के pKa मूल्य हैं और प्रश्न यह है कि कौन सा कौन है ठीक है A B और C तीन फिनोल आपको दिए जाते हैं सही और प्रश्न है 9 10 और 11 कौन सा कौन है अब यदि आप वास्तव में फिनोल को देखते हैं जो कि सबसे अम्लीय होने वाला है उच्चतम अम्लता है होने जा रहा है जिस पर इस पर क्लोरीन है क्योंकि प्रत्येक मामले में वास्तव में आपके पास क्या है आप अंगद संयुग्म आधार के रूप में फेनॉक्साइड आयन बनाने जा रहे हैं इस मामले में यह विशेष फिनोक्साइड आयन अधिक स्थाई हो जाएगा क्योंकि अनुनाद संरचनाएं भी संभव हैं लेकिन याद रखें कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को प्रेरणिक रूप से खींच रहा है तो यह बहुत अधिक स्थाई है तो यह हमारा pKa 9 होगा बहुत अधिक अम्लीय संगत अणु अब A और C के बीच आइए C के संगत संयुग्म आधार को देखें अगर मैं इस अनुनादी संरचना को कर्षित करती हूं यदि आप इस कार्बन को यहां देखते हैं जो ऋण आवेश वहन किए है सही यह विशेष कार्बन अब वह कार्बन उतना स्थाई नहीं है क्योंकि क्या होता है उस मिथाइल समूह द्वारा प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दान करने जा रहा है हैना तो इस कार्बन की तुलना में यह बहुत अधिक अस्थाई होने वाला है तो अगर मैं यहां कार्बन की तुलना करती हूं तो यहां नीले कार्बन बनाम यहां नीले कार्बन जब उन पर ऋण आवेश होता है इस मामले में C के लिए एक कम स्थाई होने वाला है क्योंकि इसमें मिथाइल समूह से आने वाले इलेक्ट्रॉन भी है प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दान करने बाला मिथाइल समूह जो इसे अस्थाई बना रहा है जिसके परिणामस्वरूप A की तुलना में आपके पास C बहुत कम अम्लीय है यह pKa 10 होगा और यह pKa 11 होगा ठीक है तो यह मामला है अब हम अपने अंतिम प्रश्नों पर जाते हैं सवालों का आखिरी सेट और सवाल का आखिरी सेट वास्तव में आपको एक संतुलन अभिक्रिया कर्षित करने के लिए कहता है और वे आपसे अभिक्रिया के Keq का पता लगाने के लिए कहते हैं सही चलो पहले वाला करते हैं यह फेनोक्साइड और H2S के बीच एक अभिक्रिया है तो फेनोक्साइड और H2S जब भी आपको इस तरह के प्रश्न का सामना करना पड़ता है तो कृपया पहली बात यह सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा संयुग्म अम्ल है इस मामले में फेनोक्साइड हमारे आधार H2S हमारे एसिडअम्ल होने जा रहा है संयुग्म एसिडअम्ल फिनोल होने जा रहा है और इसी संयुग्म आधार SH होना चाहिए अब H2S का pKa 79 के रूप में दिया गया है हम अपने pKa सूची से जानते हैं कि फिनोल का pKa लगभग 10 है सही है तो क्या मामला होगा तो Keq होगा Keq 10 right pKa - left pKa तो वह है Keq 10 10 - 79 अर्थात् Keq 10 21 इसका वास्तव में अर्थ है कि संतुलन फिनोल की ओर खींचा जाता है ठीक जिसके परिणामस्वरूप आपका Keq बहुत अधिक धनात्मक है Keq मुझे फिर से आपको याद दिलाना चाहिए कि यह प्रतिक्रियावादियों की सांद्रता पर उत्पादों की सांद्रता है ठीक है तो H2S की तुलना में सिस्टम में बहुत अधिक फिनोल है चलो आगे चलते हैं 4 अब हमारे पास एक और सवाल है यह सवाल है कि NH4 यानी अमोनियम आयन और एसीटेट आयन के बीच की अभिक्रिया के लिए Keq क्या है फिर से यह मेरा एसिडअम्ल होने जा रहा है यह मेरा आधार होने जा रहा है यह मेरा आधार होगा और संबंधित संयुग्म एसिडअम्ल एसिटिक एसिड अम्ल होने वाला है ठीक है अब Keq फिर से होगा Keq 10 right pKa - left pKa तो वह बनेगा 10 की पावर दाया pKa जो कि 5 है माइनस बाएं pKa जो अमोनियम आयन है जो 10 है Keq 10 5 - 10 तो यह होगा Keq 10 5 जिसका अर्थ है कि उत्पाद वास्तव में संख्या में बहुत कम हैं तो एसीटेट आयन वास्तव में अमोनियम आयन को डीप्रोटोनेट नहीं कर सकता है और Keq या अभीक्रिया वास्तव में इस तरह से संचालित होती है कि यह अभिकारकों की ओर न होकर उत्पादों की ओर जाए एक और सवाल करते हैं अब प्रश्न अमोनिया और H3O के बीच है सही और फिर से यह मेरा आधार होने वाला है यह मेरा एसिडअम्ल है और हम यहाँ क्या बनाते हैं हम अमोनियम आयन बनाते हैं और फिर हम पानी को अपने संयुग्म आधार के रूप में बनाते हैं सही अब यदि आप अपने Keq को देखें जो 10 पावर दाएं pKa है तो 10 पावर 10 सही यह मेरा संयुग्म एसिडअम्ल है 10 यह दूसरी तरफ माइनस 1 है तो Keq 10 10 - Keq 10 11 मतलब अगर मैं हाइड्रोनियम आयन मिलाती हूं और अगर मैं अमोनिया को एक साथ जल्दी से मिलाती हूं सही तो मैं भारी मात्रा में इसका निर्माण करूंगी क्योंकि यह वास्तव में मेरे उत्पादों की सांद्रता है तो जो कि अभिकारको की मेरी सांद्रता जो कि 1 है की तुलना में 10 पावर 11 है सही है तो अम्ल आधार अभिक्रिया वास्तव में हमें अनुमान लगाने का तरीका देती हैं कि यदि दो अणुओं को फ्लास्क में मिलाया जाता है तो वास्तव में क्या होता है क्या इसका मतलब यह है कि वे दोनों जल्दी प्रतिक्रिया करने वाले हैं दोनों ही उत्पादों को बनाने के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं या वे बस बैठेंगे तो उदाहरण के लिए पहले मामले में जब हमने पहली अभिक्रिया को देखा तो हमने अतिरिक्त फेनोल बनाया सही जिसका मतलब था कि अभिक्रिया आगे बढ़ने वाली है जबकि दूसरे मामले में जब हम देख रहे थे एसीटेट वास्तव में अमोनियम आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता था तो जिसका मतलब था कि अगर मैं इन दोनों आयनों को एक साथ मिलाती हूं तो बहुत कुछ नहीं होगा वे ठीक दो अलग अलग आयनों की तरह फ्लास्क में बैठेंगे वे एक साथ अभिक्रिया नहीं करने वाले हैं तो यही कारण है कि अम्ल आधार या एसिड और आधार पर महारत वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक सुराग देता है जैसे कि मैं दो यौगिकों की एक साथ प्रतिक्रिया करती हूं क्या वे वास्तव में प्रतिक्रिया करेंगे या क्या वे केवल अभिक्रिया से बचेंगे और बस बेकार बैठेंगे सही तो इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने एसिड अम्ल और आधारों में महारत हासिल करें क्योंकि वे अणुओं की प्रतिक्रियाशीलता का अनुमान लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे ठीक है Thank you धन्यवाद